आइए अब हम देखें कि हम डीसी डीसी कनवर्टर को किस प्रकार सिम्युलेट कर सकते हैं जिसके माध्यम से पीवी स्रोत लोड से जुड़ा हुआ है इसके पहले हमने देखा कि पीवी स्रोत उसका प्रतीक चिह्न तथा सब सर्किट कैसे बनाए जाते हैं अब हम पीवी स्रोत को डीसी डीसी कन्वर्टर के माध्यम से लोड R0 को पावर प्रदान करने में प्रयुक्त करेंगे हम पीवी स्रोत डीसी डीसी कन्वर्टर को ओपन लूप रूप में सिम्युलेट करेंगे हमारे पास मात्र पीडब्ल्यूएम है हम लूप को अभी क्लोज नहीं करेंगे ऐसा हम बाद में करेंगे जब हम एमपीपीटी ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स की चर्चा कर चुके होंगे अतः अभी हम सिमुलेशन में पीवी स्रोत पीडब्ल्यूएम तथा डीसी डीसी कनवर्टर को शामिल कर सकते हैं अर्थात इस छायांकित भाग को हम स्पाइस में सिम्युलेट करेंगे simulation फोल्डर में मैंने चार अतिरिक्त फोल्डर बना रखे हैं पीवी इकाई से जुड़े बूस्ट कन्वर्टर को सिम्युलेट करने के लिए boost फोल्डर इसी प्रकार बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए bucboo फोल्डर तथा बक कन्वर्टर के लिए buck फोल्डर इसके अलावा mfiles नाम का फोल्डर है जो किसी दिए गए कनवर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल की पहुंच की जांच करेगा सबसे पहले बूस्ट कन्वर्टर को देखते हैं मेरे पास यहां boostsch स्कीमेटिक फाइल है इसे मैं बड़ा कर लेता हूं अब आप देखिए यह बूस्ट कन्वर्टर का स्कीमेटिक है इसमें इंडक्टर स्विच डायोड कैपेसिटर लोड आदि हैं तो यह भाग बूस्ट कन्वर्टर है यहां पीवी टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर है जो इनपुट रिपल को बेहतर बनाता है यह पीवी स्रोत इकाई है जिसका मॉडल हमने पहले बनाया था pvsub एक सब सर्किट फाइल है जिसमें इनके तथा कुछ अन्य के सब सर्किट मॉडल हैं इसमें इस पावर स्विच तथा इस पीडब्ल्यूएम के मॉडल भी हैं यहां करंट है एक वोल्टेज सोर्स है जिसका मान 0 निर्धारित किया गया है वोल्टेज सोर्स जिसका मान 0 तय किया गया है उस शाखा से प्रवाहित होने वाले करंट को सेंस करने में उपयोग किया जा सकता है Vipv वास्तव में पीवी करंट Ipv को सेंस कर रहा है तथा ViL वास्तव में इंडक्टर करंट को सेंस कर रहा है यह भी एक करंट सेंस वोल्टेज सोर्स है इसका मान 0 निर्धारित किया गया है मैंने ऊर्जा संचय करने वाले अवयवों पर कुछ इनिशियल कंडीशन लिख दी हैं इस कैपेसिटर के लिए यह इनिशियल कंडीशन है इस इंडक्टर के लिए इनिशियल कंडीशन 18 एंपियर है तथा इस आउटपुट पर लगे कैपेसिटर के लिए इनिशियल कंडीशन 495 वोल्ट है ऐसा इसलिए ताकि सिमुलेशन व्यवधान रहित तथा तेज गति से हो टर्न ऑन प्रक्रिया के समय अधिक स्पंदन प्राप्त न हों R0 का मान 100 ओम रखकर मैंने गणना की है कि Vc का मान 044 होना चाहिए ताकि ड्यूटी साइकिल का मान 072 हो ड्यूटी साइकल तथा Vc वोल्टेज के बीच क्या संबंध है मैं अभी आपको दिखाता हूं यहां बूस्ट कन्वर्टर तथा पीडब्ल्यूएम ब्लॉक हैं Vd वास्तव में ड्यूटी साइकिल तय कर रहा है पीडब्ल्यूएम ब्लॉक में इस तरह का एक ट्रायंगल कैरियर है मान लेते हैं कि ट्रायंगल कैरियर इस तरह से धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में जा रहा है जब Vd का मान 1 है तब ड्यूटी साइकल 0 है जब यहां Vd0 है तब ड्यूटी साइकिल ½ अर्थात 05 है और जब Vd 1 है तब ड्यूटी साइकिल d1 है इस प्रकार ड्यूटी साइकिल d Vd से इस प्रकार संबंधित है d Vd 12 हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट तथा वोल्टेज स्केल के मान क्या हैं तथा हमने पीवी स्रोत को सिम्युलेट किया है और I V अभिलाक्षणिक देखा है इस तरह आप जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट ओपन सर्किट करंट तथा पीक पावर पॉइंट के मान क्या हैं इन मानों का प्रयोग करके हम d के मान की गणना कर सकते हैं pvsub सब सर्किट फाइल में power sw है जो कि पावर सेमीकंडक्टर स्विच के लिए सब सर्किट है अर्थात power sw इस सेमीकंडक्टर स्विच के लिए सब सर्किट है यह PWMtri अर्थात ट्रायंगुलर पीडब्ल्यूएम यहां इस ब्लॉक पीडब्ल्यूएम सिंगल फेस के लिए सब सर्किट है जहां कैरियर फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है और नीचे बढ़ने पर यहां PV Source सब सर्किट पीवी सोर्स है जो हमने पहले बनाया था और यह इस xPV के लिए है जो कि पीवी स्रोत है अब हम टर्मिनल पर जाकर सर्किट को सिम्युलेट करेंगे मैंने टर्मिनल खोल लिया है अब मैं boost फोल्डर में जाता हूं मैं gnetlist का उपयोग करके नेटलिस्ट boostnet जनरेट कर लूंगा उसे एग्जीक्यूट करूंगा तथा ngspice boostcir करूंगा इस प्रकार यह सिमुलेशन होगा अब हम प्लॉट बनाना चाहेंगे परंतु किसका हम इनपुट करंट गुणित टर्मिनल वोल्टेज अर्थात पावर का प्लॉट बना सकते हैं तो हम vi अर्थात टर्मिनल वोल्टेज गुणित Vipv सोर्स ipv सेंसर से प्रवाहित होने वाले करंट का प्लाट बनाते हैं आप देखेंगे कि इनपुट पावर का मान 26 वाट के आसपास रहता है आपने पहले देखा था कि इस पीवी माड्यूल जिसका हमने उपयोग किया था की पीक पावर 26 वाट के आसपास थी इस प्रकार इस विशिष्ट ड्यूटी साइकिल पर टर्मिनल रजिस्टेंस RT जिसे पीवी माड्यूल की ओर से देखा जाता है का अनुकूलतम मान प्राप्त होता है जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सुनिश्चित करता है यह देखने के लिए हम यहां पीडब्ल्यूएम के इनपुट पर वेवफॉर्म पर गौर करेंगे यह 044 अथवा 440 mV है जो हमने कहा है इस मान पर ड्यूटी साइकिल 072 है ड्यूटी साइकिल का यह मान हमने कैसे प्राप्त किया है एक बार पुनः संबंध से मैं आपको दिखाता हूं कि इसे हमने कैसे प्राप्त किया है अब मैं M फाइल में जाता हूं मैं reachabilitym फाइल खोलूंगा जो कि एक ऑक्टेव स्क्रिप्ट फाइल है अब यहां देखें मैं R0 को 1 से 100 तक बदल रहा हूं और यह पीवी मॉड्यूल का अभिलाक्षणिक है जो हमने उपयोग किया है यह 26 वाट का पैनल है पीक पावर पर वोल्टेज Vm 14 वोल्ट है Im को PmVm से परिकलित किया जाता है तथा टर्मिनल रजिस्टेंस RT VmIm के बराबर है अब R0 के प्रत्येक मान के लिए हम इस भाग को एग्जीक्यूट करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है हम पाते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर की ड्यूटी साइकिल क्या है RTR02 का उपयोग कर पाते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर की ड्यूटी साइकिल 1 वर्गमूलRTR0 होती है इसी प्रकार आप बक कन्वर्टर के लिए तथा बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए भी कर सकते हैं मैं परिणामों को ऑक्टेव वर्कस्पेस में दर्शाऊँगा तो अब हम ऑक्टेव खोलते हैं इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अब मैं ऑक्टेव खोलता हूं m files में जाता हूं जहां reachabilitym फाइल है मैं इस वर्कस्पेस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं और reachability टाइप करता हूं अब देखें यहाँ पीवी स्रोत का विवरण दर्ज है पीक पावर पर वोल्टेज 148 करंट 18 तथा टर्मिनल रजिस्टेंस 76 ओम है अब यहां पहले पहला कॉलम देखें यह R0 के मान को दर्शाता है लोड रजिस्टेंस R0 के प्रत्येक मान के लिए यहां बूस्ट कनवर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल का कुछ मान है आप देखें ड्यूटी साइकिल के ये मान वैध नहीं हैं अब R0100 के लिए देखें हम देखते हैं कि इस समीकरण के अनुसार पीक पावर ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए पीक पावर पॉइंट पर ड्यूटी साईकिल का मान 072 है उस संबंध का जो हमने पीडब्ल्यूएम ट्रायंगल जो 1 से 1 के बीच था के लिए देखा था उपयोग करने पर 072 ड्यूटी साइकिल का अर्थ होगा कि VC 044 है यही कारण है कि हमने VC का मान 044 रखा था अब मैं R0 का मान 100 से घटाकर कुछ कम माना कि 70 कर देता हूं 70 पर ड्यूटी साइकिल 067 होगी जो 067 गुणित 2 ऋण 1 अर्थात 034 के संगत होगी इस प्रकार 044 के स्थान पर हम इसे 034 कर सकते हैं किंतु पहले हम R0 का मान 100 के स्थान पर 70 कर देते हैं तो मैं R0 का मान बदलकर 70 कर देता हूं और अब हम सिमुलेशन को रन करते हैं सिमुलेशन को रन करने पर पीवी पैनल से प्राप्त होने वाली इनपुट पावर पीक पावर नहीं होगी यह उससे कम होगी इसे देखते हैं आप देखेंगे कि पहले पीक पावर 26 वाट पर थी अब यह कम 23 वाट के आसपास है अब यदि हम इसके अनुकूल 067 ड्यूटी साइकिल दें तो क्या पावर फिर से पीक पावर हो जाएगी यह जानने के लिए मैं VC को 034 कर देता हूं जो 067 ड्यूटी साइकिल के संगत है तो मैं यह परिवर्तन कर देता हूं और सिमुलेशन को पुनः रन करता हूं अब ड्यूटी साइकिल R0 के अनुकूल है और इसलिए पीवी पैनल को प्रस्तुत RT अनुकूलतम होगा अर्थात यह पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट पर होगा तो हम आशा करते हैं कि पीवी पैनल से ली जाने वाली पावर पीक पावर पॉइंट पर होगी इस प्रकार आप देखते हैं कि पैनल पुनः 26 वाट प्रदान कर रहा है इस प्रकार आप सर्किट के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं पीवी पैनल के बूस्ट कन्वर्टर इंटरफ़ेस के विभिन्न करंट तथा वोल्टेज के मानो पर गौर करने का प्रयास कर सकते हैं तथा जितनी अधिक संभव हो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं मैं इसे आप पर छोड़ता हूं कि आप इस उदाहरण के लिए इस बूस्ट कन्वर्टर सर्किट के लिए जिसे मैं रिसोर्सेज विभाग में आपके साथ साझा करूंगा जितना अधिक विस्तृत रूप से तथा जितने अधिक परिवर्तनों के साथ संभव हो काम करें अब मैं buck फोल्डर में जाता हूं तथा bucksch फाइल को खोलता हूं इसे हम बड़ा करके देखते हैं आप देखें कि यह उसी के समान है जिसकी हमने बूस्ट कन्वर्टर में चर्चा की थी अब यह बक कन्वर्टर है यहां स्विच है यहां इस तरह से फ्रीव्हीलिंग डायोड के साथ इंडक्टर L है पहले के समान ही पीडब्ल्यूएम है और साथ ही कंट्रोल वोल्टेज VC है पीवी सोर्स xPV है जो पहले के समान ही है अर्थात Isc 2 तथा Vscale 20 है अब इसे सिम्युलेट करते हैं ड्यूटी साइकिल क्या होना चाहिए मैंने इसे R05 ओम के लिए 062 रखा है हम इस ड्यूटी साइकिल का मान कैसे प्राप्त करते हैं इसके लिए हम रीचेबिलिटी चेक को रन करते हैं और तब मानों को प्राप्त करते हैं तो आप देखते हैं कि R05 ओम के लिए बक कनवर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल 081 है बूस्ट कन्वर्टर के लिए प्राप्त ड्यूटी साइकिल अवैध है तथा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता बक कन्वर्टर के लिए यह 081 है यह हल करने पर 062 के बराबर होगी 081 गुणित 2 ऋण 1 अर्थात 062 इसे सेव करते हैं टर्मिनल पर जाते हैं तथा सर्किट को सिम्युलेट करते हैं पहले मैं gnetlist का उपयोग करके नेटलिस्ट जनरेट कर लेता हूं और फिर ngspice buckcir कर लेता हूं इस तरह सिमुलेशन होता है और हम इनपुट पावर अर्थात पीवी पैनल से प्राप्त होने वाली पावर पर गौर करना चाहेंगे इसकी जांच करते हैं आप देखें कि यह अब 26 वाट के आसपास है जोकि पीक पावर पॉइंट है आप इसका प्रति परीक्षण कर सकते हैं कंट्रोल वोल्टेज प्लॉट करें यह 062 पर है क्या होगा यदि मैं R0 का मान 20 ओम कर दूं 20 ओम पर बक कन्वर्टर के लिए जरूरी ड्यूटी साइकिल 162 है जो अवैध है ड्यूटी साइकिल को 0 से 1 के बीच होना चाहिए और इसलिए यदि R0 20 ओम है तो पीक पावर कभी प्राप्त नहीं होगी और यदि आप ड्यूटी साइकिल के इसी मान के लिए R0 का मान 20 रखें तो प्राप्त होने वाली पावर बहुत कम होगी उदाहरण के लिए R0 का मान 20 कर दें कंट्रोल वोल्टेज VC की ड्यूटी साइकिल अभी 062 है इसे रन करें आप देखेंगे कि Vd 062 ही है अब मैं इनपुट पावर को प्लॉट करता हूं आप देखेंगे कि इनपुट पावर 10 वाट के नीचे है जो कि वास्तव में कम है दूसरी ओर अब मैं R0 को 2 ओम कर देता हूं 2 ओम जिसके लिए बक कनवर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल 051 है तो मान लेते हैं कि मैं R0 को 2 ओम कर देता हूं सिमुलेशन को रन करता हूं आप देखते हैं कि यह पीक पावर पॉइंट से अत्यधिक कम है किंतु यदि मैं ड्यूटी साइकिल को 051 कर दूँ मान लेते हैं कि 05 05 0 वोल्ट VC के संगत है तो मान लेते हैं 0 वोल्ट VC और सिमुलेशन को पुनः रन करते हैं अब यदि मैं पावर को पुनः देखूं आप पाएंगे कि यह पुनः पीक पावर प्रदान करने लगा है इस प्रकार आप ड्यूटी साइकिल को हमेशा ही लोड के अनुकूल बना सकते हैं और इस प्रयास में पीवी मॉड्यूल के टर्मिनल से देखा जाने वाला टर्मिनल इम्पीडेन्स RT ऐसा होगा कि यह वह ऑपरेटिंग प्वाइंट दे जो मैक्सिमम पावर प्रदान कर सके मैं इसे आप पर छोड़ता हूं कि आप इस बक कन्वर्टर सर्किट का और अधिक अन्वेषण करें तथा इसमें और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करें अब हम बक बूस्ट कन्वर्टर को देखें जो पीवी पैनल को लोड से जोड़ता है इसके लिए हम इसमें जाते हैं तथा बक बूस्ट कन्वर्टर के स्कीमेटिक को खोलते हैं इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं तो यह बक बूस्ट कन्वर्टर है गौर करें कि यहां इनपुट के साथ एक स्विच है इंडक्टर है तथा डायोड है जिसकी पोलैरिटी ऐसी है आप देखें कि इंडक्टर डायोड के माध्यम से इस प्रकार फ्रीव्हील होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ऋणात्मक है पीवी सोर्स वैसा ही है जैसा हमने पहले उपयोग किया था अर्थात Isc 2 एंपियर तथा Vscale 20 है सर्किट का शेष भाग पूर्व के समान ही है यहां टर्मिनल कैपेसिटर CT है जो एनर्जी स्टोरेज बफर के समान कार्य कर रहा है पीडब्ल्यूएम 10 किलो हर्ट्ज़ है तथा कंट्रोल वोल्टेज VC ड्यूटी साइकिल का निर्धारण कर रहा है मैंने इसे रिचेबिलिटी संबंध से एक बार पुनः 056 तय किया है बक बूस्ट कन्वर्टर का एक लाभ यह है कि इसके लिए I V अभिलाक्षणिक का संपूर्ण विस्तार पहुंच के दायरे में होता है और आप पाते हैं कि सभी ड्यूटी साइकिल्स वैध हैं उदाहरण के लिए इस ऑक्टेव आउटपुट में यहां अंतिम कॉलम देखें यह बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल को दर्शाता है इसे देखने पर आप पाते हैं कि यहां ड्यूटी साइकिल के सभी मान वैध हैं अर्थात ड्यूटी साइकिल का प्रत्येक मान पहुंच में है अब R0100 ओम के लिए बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल का मान 078 है इसलिए 078 गुणित 2 ऋण 1 056 के बराबर होगा इसलिए हमने VC का मान 056 निर्धारित किया है ताकि पीक पावर पॉइंट प्राप्त हो सके तो यह पहले के ही समान है सब सर्किट power sw पावर स्विच तथा साथ ही पीडब्ल्यूएम ट्रायंगल अब सर्किट को R0100 ओम तथा VC के उस मान के लिए ताकि ड्यूटी साइकल 078 हो जाए रन करते हैं इसके लिए मैं टर्मिनल को खोलता हूं और gnetlist का उपयोग करके बक बूस्ट स्कीमेटिक के लिए नेटलिस्ट जनरेट करता हूं इसके बाद मैं ngspice buckboostcir करूंगा यह सिमुलेट करेगा और इसके पूरा होने पर मैं इनपुट पावर को देखना चाहूंगा आप पाएंगे कि जो इनपुट पावर आप यहां देख रहे हैं उसका मान 26 वाट के आसपास रहता है जो पैनल का पीक पावर पॉइंट है आप देखते हैं कि करंट में बहुत ज्यादा रिपल है इसका मुख्य कारण कैपेसिटर की चार्जिंग तथा डिसचार्जिंग है आप देखते हैं कि यह इनपुट कैपेसिटेंस स्टोरेज कैपेसिटेंस है जो हमने लगाया है हमें इसका मान परिवर्तित करना पड़ सकता है ताकि कम या अधिक रिपल प्राप्त हो यही कारण है कि यहां रिपल मिलती है अब मान लेते हैं कि मैं R0 का मान 8 ओम ले लेता हूं R08 ओम के लिए बक बूस्ट के लिए ड्यूटी साइकिल 050 है इसे जब आप VC के लिए व्यक्त करेंगे तो यह 0 होगा तो पहले में R0 का मान 100 ओम से बदलकर 8 ओम कर लेता हूं और तब सिमुलेशन को रन करता हूं और सिमुलेशन को रन करने के पश्चात इनपुट पावर को देखता हूं इनपुट पावर अधिकतम मान से काफी नीचे है यह 10 से भी नीचे एक अत्यंत कम मान दर्शा रही है अब मैं देखता हूं यह ड्यूटी साइकिल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज के मान के रूप में 056 अथवा 560 मिली है इसे मैं उस मान पर निश्चित कर देता हूं जो 05 ड्यूटी साइकिल के संगत है इसका अर्थ है कि VC 0 होगा तो मैं VC का मान 0 कर देता हूं और तब सिमुलेशन को रन करता हूं आप पाएंगे कि इनपुट पावर पुनः पीक पावर पॉइंट पर लौट आई है क्योंकि अब हमने अनुकूल ड्यूटी साइकिल प्रदान की है ताकि RT का मान ऐसा हो जो लोड लाइन को उचित स्लोप प्रदान करे अब आप देखते हैं कि पावर पुनः पीक पावर पॉइंट के नजदीक आ गई है मैं इसे आप पर छोड़ता हूं कि आप इस सर्किट का और अधिक अन्वेषण करें और कई अलग प्रयोग करें तथा अलग अलग वेवफॉर्म प्राप्त करने का प्रयास करें और इस प्रकार इस सर्किट को समझने का प्रयास करें जिसमें पीवी सोर्स इनपुट सोर्स है जिसका I V अभिलाक्षणिक दिए गए अनुसार है आप शॉर्ट सर्किट करंट तथा वोल्टेज स्केल के विभिन्न मानों के लिए भी अन्वेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है यह आपको स्विच्ड मोड डीसी डीसी कन्वर्टर के माध्यम से पीवी पैनल तथा लोड की इंटरफेसिंग में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा फिलहाल हमने इस संपूर्ण पीवी पैनल डीसी डीसी कन्वर्टर तथा लोड संयोजन निकाय का पीडब्ल्यूएम ब्लॉक का उपयोग करके सिमुलेशन कर लिया है यह ओपन लूप में है VC का मान स्थिर है लूप क्लोज्ड नहीं है ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओपन लूप में निकाय ठीक है उचित रूप से डिजाइन किया गया है तथा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर रहा है